इस विशेष व्याख्यान में हमने IIoT के लिए क्लाउड कम्प्यूटिंग पर पिछले भाग में जो चर्चा की थी उसे जारी रखने जा रहे हैं यदि आपको याद हो कि पिछले व्याख्यान में हमने IIoT परिदृश्यों में उपयोग के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफार्मों के विभिन्न उदाहरणों और क्लाउड के उपयोग की उपयोगिता के बारे में भी बात की थी क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है और औद्योगिक स्वचालन IIoT इत्यादि के संदर्भ में इसकी उपयोगिता क्या है हम इस विशेष व्याख्यान में आगे बढ़ रहे हैं और हम वास्तव में IIoT के लिए क्लाउड और क्लाउड आधारित एनालिटिक्स के उपयोग के कुछ अन्य उदाहरणों को देखने जा रहे हैं इसलिए पिछले व्याख्यान में हमने जनरल इलेक्ट्रिक सीमेंस और हनीवेल जैसी कंपनियों के बारे में बात की थी ये अलग अलग औद्योगिक सेवा प्रदाता हैं और उनके अलग अलग समाधान है जैसे कि प्रिडिक्स माइंडस्फेयर और हनीवेल समाधान जो हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा की थी और कई अन्य कंपनियां हैं जो औद्योगिक IoT समाधानों के लिए अपने क्लाउड आधारित प्लेटफ़ॉर्म के साथ आई हैं और विभिन्न अन्य सॉफ़्टवेयर डेवलपमेंट फ़र्म हैं जो अपने IoT समाधान और विशेष रूप से क्लाउड आधारित IoT समाधान और उनके विश्लेषण के साथ एकीकरण के साथ आए हैं तो इस के उदाहरण सी3 आईओटी होंगे ये IoT के लिए क्लाउड आधारित एनालिटिक्स के उपयोग के कुछ अन्य उदाहरण हैं और इन्हें स्वतंत्र सॉफ़्टवेयर डेवलपमेंट फर्मों द्वारा विकसित किया गया है इसलिए हम इनमें से प्रत्येक को देखेंगे और हम जल्दी से उनकी कुछ झलकियों उनके मौजूद विशेषताओं के माध्यम से देखेंगे इसलिए C3 IoT मूल रूप से कुछ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करता है जो विभिन्न विश्लेषिकी और भविष्यवाणी में मदद कर सकते हैं और यह क्लाउड आधारित है इसलिए यह क्लाउड आधारित सेवाएं हैं जिसमें एनालिटिक्स से भविष्यवाणी और इस विशेष प्लेटफ़ॉर्म को सुरक्षित किया गया है और उपयुक्त प्रमाणीकरण तंत्र प्राधिकरण तंत्र आदि शामिल हैं जिन्हें लागू किया गया है और ये विश्लेषिकी जिसके बारे में मैं बात कर रहा था सी 3 मैं ये मूल रूप से हैं AI आधारित मशीन लर्निंग आधारित विश्लेषिकी औद्योगिक सेटिंग में विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग अलग उपकरण प्रदान किए गए हैं और ये डेटा जिस पर एनालिटिक्स ने काम किया है उसे C3 डेटा लेक नाम से संग्रहीत किया जाता है जो मूल रूप से इस सभी असंरचित डेटा को संग्रहीत करता है और इसका उपयोग करने में IIoT का एक विशिष्ट प्रारूप जिसे RESTful वास्तुकला प्रारूप के रूप में जाना जाता है तो इस तरह यह सब डेटा संग्रहीत किया जाता है डेटा लेक में संग्रहीत डेटा ये सभी असंरचित डेटा हैं जो डेटा लेक में संग्रहीत हैं और साथ ही अलग अलग शक्तिशाली एआई आधारित एनालिटिक्स भविष्यवाणी और सब कुछ एक साथ सुरक्षित मंच पर होते हैं और सुरक्षा प्रमाणीकरण प्राधिकरण के उचित स्तर पर की जाती है तो C3 IoT प्लेटफ़ॉर्म टूल में डेटा इंटीग्रेटर IDE डेटा एक्सप्लोरर एनालिटिक्स डिज़ाइनर EX Machina डेटा साइंस नोटबुक टाइप डिज़ाइनर जैसे विभिन्न घटक हैं जब तक आप इनमें से प्रत्येक उपकरण को जानने के इच्छुक नहीं हैं मैं इनका सिर्फ नाम ले रहा हूं मुझे लगता है कि इन उपकरणों में से प्रत्येक क्या करते हैं और उनके अलग अलग घटक क्या हैं यह जानने के लिए यह पर्याप्त है तो यही कारण है कि मैं इन विक्रेता विशिष्ट उपकरणों के इन घटकों में से प्रत्येक के विवरण में नहीं जा रहा हूं तो अन्य उपकरण हैं जैसे IIoT के लिए SaaS उपकरण विशेष रूप से भविष्य कहनेवाला रखरखाव इन्वेंट्री ऑप्टिमाइज़ेशन आपूर्ति नेटवर्क ऊर्जा प्रबंधन धोखाधड़ी का पता लगाने सेंसर स्वास्थ्य निगरानी आदि जैसे प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये दो वर्गों के उपकरण हैं जो C3 में प्रदान किए गए हैं अपटेक एक और उपाय है जो उद्यम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक एनालिटिक्स समाधान है और मूल रूप से उच्च मूल्य पर कम मूल्य पर उच्च मूल्यवान सेवाएं देता है जो कि उनका उद्देश्य है और व्यापार चर्चा के माध्यम से व्यापार की ताकत और लक्ष्यों की पहचान करना यह वही है जो अपटेक करता है इसलिए जैसा कि हम देख सकते हैं कि समग्र रूप से उन्नत एनालिटिक्स व्यवसाय या उद्यम की आवश्यकताओं की पूर्ति के बारे में बात कर रहा है और यह क्लाउड आधारित है जो विशिष्ट उद्योग आधारित आवश्यकताओं को पूरा करता है तो यह अपटेक का समग्र वास्तुशिल्प दृश्य है तो अलग अलग परतें हैं एक परत मूल रूप से ग्राहकों की संतुष्टि के बारे में बात करती है नीचे की परत मूल रूप से ग्राहकों की संतुष्टि के बारे में बात करती है जो सेवाओं को हासिल करने की आवश्यकताओं को पूरा करती है होशियार भंडारण की पेशकश करता है कानूनी मुद्दों नियमों का पालन करता है आदि दूसरी श्रेणी सब्सक्राइबर उपयोगकर्ता सेवाओं स्वचालन तकनीकी उन्नति खरीदने और बेचने में आसानी आदि के लिए राजस्व प्रवाह की देखभाल करने की बात करते हुए तकनीकी सहायता प्रदान करता है और तीसरा स्तर मूल रूप से बेहतर संसाधन उपयोग के बारे में बात करता है प्रतिकृति से बचने उत्पादन में वृद्धि प्रभावी लागत गणना ये इस विशेष परत के विभिन्न गुण हैं तो यह अपटेक के बारे में था मंच है जो प्रक्रियाओं के तेजी से विकास में तेजी से तैनाती में मदद करता है सभी प्रकार की मशीनरी प्रक्रियाओं विभिन्न उपकरणों आदि की वास्तविक समय की निगरानी में मदद करता है वे जिन समाधानों के बारे में बात करते हैं वे कम लागत के होते हैं और यहाँ पर मशीफई के विभिन्न घटक हैं एक घटक यह है तो आइए हम एक उच्च स्तर पर देखें कि इनमें से प्रत्येक घटक क्या करते हैं और वे एक दूसरे के संबंध में खुद को किस तरह से स्थापित करते हैं तो हमें यह मानकर चलें कि यह हमारा मशीफई में अब ये विभिन्न घटक हैं अब 1 है जो एसेट ट्रैकिंग रियल टाइम में एसेट ट्रैकिंग जैसे मुद्दों का ध्यान रखता है क्योंकि वास्तविक समय में IIoT एसेट ट्रैकिंग के लिए महत्वपूर्ण है तो यह एंटरप्राइज पूर्ण स्टैक IoT समाधान फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन समर्थन कस्टम अधिसूचना सुविधाओं इत्यादि के बारे में बात करता है और तीसरा यह ट्रैकर है जो तेजी से तैनाती वास्तविक समय की निगरानी और प्रत्योक्षकरण करता है ये इस प्लेटफ़ॉर्म के तीन मुख्य घटक हैं जो उच्च IIoT आवश्यकताओं के लिए विकसित किए गए हैं अब हम इस क्लाउड पर आते हैं जो कि इस विशेष व्याख्यान के बारे में यहां ध्यान केंद्रित करता है क्लाउड बहुत महत्वपूर्ण है क्लाउड विभिन्न चीजों को करने में मदद करता है क्लाउड मूल रूप से नंबर एक उपकरण प्रबंधन करने में मदद करेगा अब यह उपकरण प्रबंधन क्या है डिवाइस प्रबंधन मूल रूप से उपकरणों के प्रबंधन के बारे में बात करता है तो आइए अब देखें कि यह उपकरण प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है तो हमारे पास यह उपकरण प्रबंधन है और इस उपकरण प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है इसकी आवश्यकता क्यों है इसके कई कारण हैं दोषपूर्ण उपकरण हो सकते हैं ऐसे मानकों में बदलाव हो सकता है जो समय समय पर हो सकते हैं समय समय पर कुछ आवश्यकता हो सकती है कई अन्य कारणों से डिवाइस प्रबंधन की आवश्यकता होती हैउदाहरण के लिए एक साथ बड़ी या अन्य बड़ी संख्या में उपकरणों की देखभाल करना जो औद्योगिक IoT समाधानों के विशिष्ट हैं और सुरक्षा है इसलिए उपकरण प्रबंधन हम समग्र उपकरणों और प्लेटफ़ॉर्म को सुरक्षित करते हैं उसकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण बात है इसलिए इन सभी के लिए जो आवश्यक है यहां उपकरण प्रबंधन सहायक है तो इस उपकरण प्रबंधन के लिए क्लाउड आधारित समाधान उपयोगी होने जा रहे हैं तो हमें क्लाउड आधारित समाधानों की आवश्यकता क्यों है क्लाउड आधारित समाधान हमें कई अलग अलग कार्य करने में मदद करेंगे तो क्लाउड आधारित डिवाइस प्रबंधन क्यों किया जाए क्लाउड आधारित डिवाइस प्रबंधन की अलग अलग विशेषताएं हैं नंबर 1 है यह कुशल प्रावधान और प्रमाणीकरण में मदद करने जा रहा है यह प्रमाणीकरण करने का कुशल तरीका है क्लाउड आधारित डिवाइस प्रबंधन कुशल दोष निदान में मदद करेगा क्योंकि अगर यह क्लाउड आधारित है तो हम एनालिटिक्स को बहुत अधिक कुशल तरीके से चला सकते हैं और यह क्लाउड में किया जा सकता है इसलिए क्लाउड हमें पर्याप्त प्रसंस्करण देगा जो प्रसंस्करण शक्ति और भंडारण आदि की आवश्यकता है इसलिए इस वास्तविक समय विश्लेषिकी आदि को दोष निदान के लिए चलाना क्लाउड आधारित होने पर अधिक सक्षम होता है तोदोष निदान के लिए क्लाउड आधारित डिवाइस प्रबंधन नंबर 3 अपडेशन और मेंटेनेंस के लिए कुशल तरीका है नंबर 4 कॉन्फ़िगरेशन और नियंत्रण के कुशल तरीके का मुद्दा होगा नंबर 5 किसी डिवाइस को जोड़ने के लिए किसी विशेष डिवाइस को निकालने के लिए कभी कभी इसकी आवश्यकता होगी जैसे कि उपकरण वगैरह हटाने के लिए तो यह भी सुगम हो जाएगा इसलिए इस क्लाउड आधारित डिवाइस प्रबंधन IIoT डिवाइस प्रबंधन की सहायता से डिवाइस को बहुत अधिक कुशलतापूर्वक हटाना या बदलना अधिक कुशलता से किया जा सकता है तो अलग अलग कंपनियां हैं जो अपनी समाधान के साथ आई हैं कंपनियां जैसे कि रॉबर्ट बॉश आदि है तो ये कंपनी हैं यह इस तरह की कुछ कंपनियां हैं कई अन्य कंपनियां हैं जो क्लाउड आधारित हैं जो डिवाइस प्रबंधन के लिए क्लाउड आधारित समाधान प्रदान करती हैं अब हम उस पर वापस जाते हैं जो हम पहले चर्चा कर रहे थे तो हम समझ गए हैं कि डिवाइस प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम IIoT परिदृश्यों के बारे में बात कर रहे हैं बड़ी संख्या में डिवाइस एक विशिष्ट IIoT परिनियोजन परिदृश्य में बड़ी संख्या में उपकरणों की देखभाल कर रहे हैं और आपको उनके कॉन्फ़िगरेशन प्रावधान से शुरू होने वाली विभिन्न आवश्यकताओं का ध्यान रखना होगा दोष सुरक्षा आदि और भी तो पारिस्थितिक तंत्र समग्र रूप से अत्यधिक जटिल है और आपको किसी प्रकार के समाधान की आवश्यकता है समाधान यदि यह क्लाउड आधारित है तो हमने देखा है कि इसे करने के क्या फायदे हैं और समग्र क्लाउड आधारित डिवाइस प्रबंधन समाधान सहायक होने जा रहे हैं ग्राहकों को विभिन्न आकर्षक सेवाएं प्रदान करते हैं तो ये डिवाइस प्रबंधन की ज़रूरतें हैं जो हम पहले ही देख चुके हैं और उनकी अलग अलग कार्यक्षमताएँ हैं और इसके लिए क्लाउड आधारित डिवाइस प्रबंधन समाधान की आवश्यकता क्यों है कॉन्फ़िगरेशन नियंत्रण ये अलग अलग चीजें हैं जो क्लाउड आधारित डिवाइस प्रबंधन समाधान पेश करेंगे ये कुछ ऐसी कंपनियाँ हैं जिनका उल्लेख मैंने क्या बॉश के IoT रिमोट मैनेजर अमेज़ॅन के IoT डिवाइस मैनेजमेंट फॉर एडब्ल्यूएस वेरिज्मिक क्लाउड मैनेजमेंट सूट ICP के IoTstar सॉफ़्टवेयर एजी के कम्यूलोसिटी आदि अन्य क्लाउड आधारित डिवाइस प्रबंधन समाधान भी हैं अगली बात यह है कि सेवा स्तर समझौता जब आप क्लाउड के बारे में बात कर रहे होते हैं तो सर्विस लेवल अग्रीमेंट या SLAs बहुत महत्वपूर्ण होते हैं तो SLA सेवा स्तर का समझौता है किसके बीच प्रदाता जो सेवा प्रदान करने वाले है और सेवा के उपभोक्ताओं के बीच होता है तो क्लाउड सेवा प्रदाता और क्लाउड सेवा उपभोक्ता जो मूल रूप से यह कंपनियां हैं जो इन विभिन्न सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं IIoT समाधान जो क्लाउड आधारित हैं तो कई आईआईओटी अनुप्रयोग हैं जो वास्तविक समय में हैं जहां सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है तो आपको कुछ प्रकार के SLAs की आवश्यकता होती है जो कि विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए होते हैं और सेवाओं को क्लाउड प्रदाता के साथ समझौते के अनुसार पेश किया जाना चाहिए तो यह किसी तरह का एक वादा है कुछ औपचारिक समझौते के माध्यम से कुछ देने का वादा जो अक्सर प्कानूनी होता है इसलिए SLAs मूल रूप से औद्योगिक ग्राहकों को यह जांचने में मदद करते हैं कि क्लाउड प्रदाता सेवाओं के रूप में क्या और कैसे देता है तो ये सेवाएं कितनी अच्छी हैं यह SLA और इनका माप है जो महत्वपूर्ण है तो SLAs की अलग अलग विशेषताएं हैं SLAs बहुत सरल हो सकते हैं लेकिन सार्थक SLAs में कुछ अच्छी विशेषताएं होंगे जो वांछनीय हैं तो ये कुछ अलग अलग विशेषताएं हैं जिन्हें आप अपने सामने देखते हैं एक अच्छा SLA प्राप्त करने योग्य होना चाहिए जो कि कुछ ऐसा नहीं हो सकता है जो एक सपना है और इसी तरह जो आवश्यक समय के भीतर नहीं किया जा सकता है दूसरा यह है कि अच्छा SLAs सार्थक होना चाहिए यह अस्पष्ट नहीं होना चाहिए यह सटीक अर्थपूर्ण मात्रात्मक होना चाहिए क्योंकि केवल अगर यह मात्रात्मक है तो इसे मापा जा सकता है और आप इन विभिन्न मापन योग्य मात्राओं के आधार पर कुछ आवश्यकताओं और वैधताओं आदि को लागू कर सकते हैं चौथा यह है कि एक अच्छा SLA नियंत्रणीय होना चाहिए पांचवा यह है कि यह पारस्परिक रूप से स्वीकार्य होना चाहिए जो कि काफी आसानी से समझ में आ जाए और सस्ती होनी चाहिए इसलिए ये एक अच्छे SLA की छह अलग अलग विशेषताएं हैं जब हम विशेष रूप से औद्योगिक सेटिंग IIoT आधारित सेटिंग में क्लाउड के बारे में बात कर रहे हैं तो आइए अब हम फिर से एक नज़र डालें और हमने जो चर्चा की है उसका पुनर्कथन लें तो हमारे पास यह IoT समाधान है इसलिए हमारे पास यह IoT क्लाउड सेवा प्रदाता है तो यह क्लाउड प्रदाता औद्योगिक क्लाइंट के साथ एक SLA साइन अप करने जा रहा है यह SLA मैं मूल रूप से जैसा कि हमने देखा है अलग लक्ष्य समय योजना डिलिवरेबल्स की सूची और बजट के बारे में विशिष्टता होगी तो यह वह है जो क्लाउड आधारित IIoT समाधान में किया जाना चाहिए जो औद्योगिक ग्राहकों को दिया जाता है इसलिए SLA को इन विभिन्न आवश्यकताओं और सुविधाओं को पूर्ण करना चाहिए तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वर्तमान स्थिति और SLAs का IIoT में भविष्य इसलिए IIoT में SLA अनुपालन क्लाउड सेवा अभी भी एक शिशु अवस्था में है क्योंकि IIoT स्वयं अपनी प्रारंभिक अवस्था में है हालांकि टुकड़े हैं जो पहले से ही एक स्वचालन बिंदु से विशेष रूप से कार्यान्वित किए जाते हैं लेकिन क्लाउड आधारित इस तरह के समाधान का विशेष रूप से अनुपालन किया जाता है आप पाएंगे कि यह ज्यादातर मामलों में ज्यादा परिपक्व नहीं है इसलिए अभी दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में बहुत अधिक निर्भरताएं हैं यही वजह है कि यह अभी भी अपने शिशु अवस्था में है IIoT की कार्यप्रणाली और रूपरेखा अच्छी तरह से विकसित नहीं है औद्योगिक संदर्भ में एक SLA का जीवन चक्र प्रबंधन स्पष्ट नहीं है और उपभोक्ताओं और प्रदाताओं दोनों के लिए SLA प्रवर्तन नीतियों की कमी वर्तमान में काफी स्पष्ट है इसलिए SLA प्रवर्तन नीतियों का अभाव है इसलिए IIoT के लिए SLA समर्थन विशेष रूप से एक बिजनेस मॉडल के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है इसलिए जब भी हम भविष्य में SLA आदि के IIoT मानकीकरण के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें इन सभी अलग अलग बाधाओंको ध्यान में रखना होगा और भविष्य में उन्हें संबोधित करने का प्रयास करना होगा ताकि यह व्यापार वार्ता प्रक्रिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता बन जाए इसलिए IIoT के लिए सही क्लाउड विक्रेता का चयन करना आवश्यक है अलग अलग क्लाउड आधारित IIoT क्लाउड आधारित समाधान प्रदाता हैं जो पहले से ही हैं इसलिए सही विक्रेता की तलाश करना बहुत महत्वपूर्ण है जो एक विशेष उद्योग के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करेगा तो एक चेकलिस्ट मूल रूप से IIoT के लिए सही क्लाउड विक्रेता की पहचान करने में मदद करेगी यह चेकलिस्ट यहाँ पर ध्यान देने योग्य बिंदु जैसे कि स्केलेबिलिटी समर्थन का ध्यान रखते हुए दिया गया है क्या आप जिस विशेष क्लाउड विक्रेता को चुनना चाहते हैं उसके पास स्केलेबिलिटी के लिए समर्थन है इसका मतलब है गतिशील रूप से अगर आपकी आवश्यकताएं बढ़ती हैं तो इन विभिन्न कम्प्यूटेशनल संसाधनों आदि के संदर्भ में क्या क्लाउड विक्रेता समर्थन करने में सक्षम होगा नंबर 1 नंबर दो बैंडविड्थ की आवश्यकता है जो संचार प्रोटोकॉल को अच्छी तरह से समझती है जो समर्थित हैं चाहे वह एमक्यूटीटी या अन्य प्रोटोकॉल हो तो किन का समर्थन किया जाता है MQTT अधिक सामान्य हैं लेकिन फिर AMQP भी आ रहा है तो क्या है जो क्लाउड विक्रेता द्वारा समर्थित हैं और इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने में आपकी मदद करने वाला है जो आपके पास IIoT समाधान के लिए है जिसे आप तैनात करना चाहते हैं या पहले से ही तैनात हैं सुरक्षा मुझे और विस्तृत करने की आवश्यकता नहीं है अंतर समानता भी है एज इंटेलिजेंस फीचर बहुत महत्वपूर्ण है तो एज इंटेलिजेंस इसलिए कि क्या इस विशेष क्लाउड आधारित समाधान में कुछ विशिष्ट एज इंटेलिजेंस हैं इसका मतलब है कि डेटा के संग्रह के बिंदु के करीब इसका मतलब है कि जिन मशीनों में ये IoT डिवाइस स्थापित हैं क्या ये सभी डेटा एक दूरस्थ क्लाउड पर भेजे जाते हैं जिसमें बहुत समय लगेगा आदि डेटा भेजने के लिए और प्रक्रिया करने के लिए और वास्तविक अर्थ स्वयं या कुछ वापस देने के लिए विश्लेषिकी ऐड्ज पर किया जा सकता है इसका मतलब है स्थानीय गेटवे या हब या जो भी हो तो यह तेजी प्रदान करेगा लेकिन एक ही समय में सब कुछ ऐड्ज पर संसाधित नहीं किया जा सकता है तो अंतत कुछ इसे दूर से क्लाउड में किया जाना होगा इसलिए एज इंटेलिजेंस में इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट की सुविधा है ये कुछ ऐसे अलग अलग पैरामीटर हैं जिन्हें IIoT के लिए सही क्लाउड वेंडर चुनने पर ध्यान दिया जा सकता है इसलिए क्लाउड आधारित दृष्टिकोण में सीमाएं हैं कि हम IIoT के मामले में एक परिदृश्य के बारे में बात कर रहे हैं हम मशीनों के परिदृश्यों के बारे में बात कर रहे हैं बड़ी संख्या में IIoT उपकरणों की बड़ी संख्या से लैस मशीनें IoT डिवाइस अभी सेंसर एक्चुएटर और ऐसे ही आगे कुछ और बड़े वेग से आने वाले डेटा की बड़ी मात्रा की आपूर्ति में उच्च विविधता है बड़ा डेटा मूल रूप से आवश्यक रूप से बड़ी डेटा विशेषताएँ हैं और क्या आपके क्लाउड आधारित समाधान उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होंगे या नहीं इस तरह की आवश्यकताएं इसलिए यदि आप क्लाउड को सब कुछ भेज रहे हैं जाहिर है मात्रा के मुद्दों का ध्यान रखना ठीक है लेकिन वेग विशेष रूप से वास्तविक समय प्रसंस्करण तेजी से प्रसंस्करण आदि यह मुश्किल हो सकता है क्योंकि उच्च विलंबता होने वाली है आप क्लाउड बैकेंड में सब कुछ भेजना चाहते हैं शायद सर्वर जहां इसे संसाधित किया जाएगा वह महाद्वीप दूर स्थित है इसलिए यह समग्र विलंबता को प्रभावित करने वाला है मशीन से उस क्लाउड में भेजे गए पैकेट के प्रसार में देरी हो रही है और इसे वहां पर संसाधित भी किया जा रहा है और फिर इसे फिर से उपयोगकर्ता अंत मैं प्राप्त किया जा रहा है जो फिर से समय जोड़ देगा तो उच्चतर विलंबता वहां होने वाली है यदि यह सब कुछ क्लाउड आधारित है तो विशाल डेटा वॉल्यूम के लिए बैंडविड्थ की आवश्यकताएं होंगी क्योंकि आप बड़ी मात्रा उच्च वेग विविधता आदि बड़ी डेटा विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको एक उच्च क्षमता वाले उच्च बैंडविड्थ के चैनल की भी आवश्यकता है बड़े नेटवर्क के लिए एक आवश्यकता है स्केलेबल सुरक्षा ये क्लाउड आधारित IIoT समाधानों में इन सीमाओं में से कुछ हैं यही कारण है कि इन विभिन्न अन्य समाधानों के बारे में लोग सोच रहे हैं इसलिए पूरी तरह से केंद्रीकृत क्लाउड आधारित समाधान वे हैं जिनके बारे में हमने बात की थी और वे कई सीमाओं से पीड़ित हैं जिन्हें हमने पहले ही देखा है अब लोग विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण के बारे में बात कर रहे हैं जो क्लाउड पर कुछ भार को कम करेगा और ऐड्ज पर कुछ चीजों को संसाधित करके हमारे जीवन को तेज करेगा तो यह किनारे पर आंशिक क्लाउड की तरह है इसका मतलब है उन उपकरणों के करीब जहां से यह डेटा उत्पन्न होता है और वास्तविक समय संचालन व्यवहार्यता अधिक गतिशीलता समर्थन करता है ये इन क्लाउड आधारित केंद्रीकृत दृष्टिकोणों में से कुछ हैं और वे इन विभिन्न तत्वों और विभिन्न अन्य विशेषताओं से कैसे पीड़ित हैं वांछनीय विशेषताएं गतिशीलता वास्तविक समय संचालन व्यवहार्यता का समर्थन करती हैं जो आवश्यक हैं इसलिए अगर हम उद्योग ४० के बारे में बात कर रहे हैं तो एक नज़र डालते हैं कि हमने पहले के कई व्याख्यानों पर चर्चा की थी हमने उद्योग ४० के बारे में बात की थी जिसमें मजबूत पेशकश मजबूत समाधान उच्च उत्पादन बेहतर ग्राहक संतुष्टि के उद्देश्य थे विस्तारित सुरक्षा बेहतर प्रदर्शन आदि ये इन विभिन्न उद्योग 40 उद्देश्यों में से कुछ हैं इसलिए IIoT के दृष्टिकोण से इन आवश्यकताओं का लक्ष्य अधिक उत्पादन प्राप्त करना होगा ताकि उच्च दक्षता और उपलब्धता के साथ अनुकूलित निर्णय संभव हो सकें IIoT की सहायता से मशीनों प्रणालियों उत्पादों वातावरणों की एक जुड़ी हुई दुनिया की स्थापना के लिए विश्लेषण और भविष्यवाणी की गहरी अंतर्दृष्टि होना भी संभव है कनेक्टेड IoT कनेक्टेड मशीनरी इन मशीनरी पर कनेक्टेड IoT डिवाइस और इसलिए और प्रत्येक सेक्टर से डेटा का संग्रह और इसके लाभों का फायदा उठाने के लिए एनालिटिक्स का प्रदर्शन करना ये IIoT के नजरिए से कुछ आवश्यकताएं हैं इसलिए समाधान यह है कि केंद्रीकृत क्लाउड के साथ साथ किसी तरह का विकेंद्रीकृत या वितरित दृष्टिकोण हो जो कुछ समय के संवेदनशील डेटा को संभालने में मदद करेगा जहां कुछ त्वरित कार्य करने होंगे प्रतिक्रियाओं को लेना होगा और क्लाउड पर सब कुछ भेजने के बजाय कुछ प्रसंस्करण तेजी से करना होगा जो समग्र रूप से विलंबता को बढ़ाएगा तो प्रसंस्करण में उस मुस्तैदी को कम से कम कुछ स्तर तक किया जा सकता है जो आपके समाधान में किसी ऐसी चीज के साथ किया जा सकता है जो सामने आ रही है तो फोग एक उभरती हुई तकनीक है जो डेटा की उत्पत्ति के बिंदु के करीब इस प्रसंस्करण को करने में मदद करेगी और बाकी प्रसंस्करण क्लाउड पर किया जा सकता है मूल रूप से एड्ज की परत और क्लाउड की परत के बीच एक अतिरिक्त परत प्रदान करती है हालाँकि ध्यान रखें कि फॉग सब कुछ नहीं कर सकता है यह आपकी सभी समस्याओं को हल नहीं कर सकता है यह नहीं है कि फॉग की परत सभी प्रसंस्करण कर सकती है जो अन्यथा क्लाउड पर किया जाएगा इसलिए कुछ कच्चे डेटा के केवल कुछ सार्थक प्रसंस्करण इससे पहले कि यह वास्तव में क्लाउड पर भेजा जाता है और कुछ प्रसंस्करण भी जिसे काफी तेजी से किया जाना है फॉग पर किया जाएगा इसलिए बुद्धिमान उपकरणों को एड्ज पर तैनात किया जाता है बुद्धिमान कंप्यूटिंग या फॉग नोड्स जैसे उपकरण जिन्हें फॉग नोड्स के रूप में जाना जाता है को तैनात किया जाएगा जो विभिन्न सेवाओं जैसे फ़िल्टरिंग कर सकते हैं डेटा डेटा का एकत्रीकरण डेटा का अनुवाद आदि तो इसके साथ हम IIoT के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग पर व्याख्यान के अंत में आते हैं समग्र रूप से पिछले व्याख्यान और इस व्याख्यान में शामिल हैं हमने क्लाउड की विभिन्न विशेषताओं को देखा है हमने आवश्यकताओं पर ध्यान दिया है क्लाउड क्यों क्लाउड आधारित समाधान की आवश्यकता है क्लाउड आधारित विश्लेषणात्मक समाधान की आवश्यकता क्यों है और वे कैसे उपयोगी हैं और यह क्लाउड आधारित समाधान कुछ वास्तविक जीवन उद्योग में मदद करने के लिए कैसे जा रहा है उद्योग 40 आईआईओटी आवश्यकताओं जो उद्योगों में हैं हमने कुछ विशिष्ट समाधानों पर ध्यान दिया है जो कुछ उद्योग विशिष्ट समाधान हैं कुछ स्वतंत्र सॉफ्टवेयर कंपनी आधारित समाधान हैं और वे हमारी कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने में कैसे मदद कर सकते हैं तो इसके साथ ही हम समाप्ति पर आते हैं और ये कुछ अलग संदर्भ हैं जो कि यदि आप रुचि रखते हैं तो आप इन विभिन्न संदर्भों को पढ़ सकते हैं मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप इस विशेष पेपर को पढ़ें जो मेरे द्वारा लिखा गया था तो इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स के संदर्भ में फॉग कंप्यूटिंग की उपयुक्तता का आकलन जो 2018 में क्लाउड कम्प्यूटिंग पर IEEE ट्रांजैक्शन में प्रकाशित किया गया था और अन्य पेपर है जोआपको 2 प्रौद्योगिकियों की समझ प्राप्त करने में मदद करेगा एक क्लाउड है IIoT के लिए क्लाउड और साथ ही आगामी प्रौद्योगिकी फॉग जिसे मैं फिर से अगले व्याख्यान में और गहराई से चर्चा करने जा रहा हूं इसलिए इन सभी संदर्भों में एक साथ फॉग और क्लाउड आपको एक गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद करेंगे और जो कुछ आवश्यक है वह उपयुक्त क्लाउड के कुछ प्रकार है IIoT आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फॉग आधारित समाधान इसके साथ हम इस विशेष व्याख्यान की समाप्ति पर आते हैं ये संदर्भ हैं धन्यवाद